शुभ प्रभात हम टेक ऑफ मामले के लिए विंग लोडिंग के संदर्भ में सोचना शुरू करने के बारे में लेक्चर जारी रख रहे हैं सही है ना पिछले दो लेक्चर या अंतिम चरण के दौरान मैंने कांसेप्चुअल स्टेज पर टेक ऑफ के लिए विंग लोडिंग के संबंध में कल्पना करने के बारे में सोचने की कोशिश की हमने फोर्सेस एक्टिंग और अंदाजों का जिक्र किया और एयरप्लेन परफारमेंस के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है हमने हाय लिफ्ट डिवाइसिस के बारे में चर्चा की जो टेक ऑफ की लंबाई को कम कर सकते हैं हमने थ्रस्ट से वेट रेशों के बारे में चर्चा की है जो कि टेक ऑफ की लंबाई को भी कम करेगा यदि मैं T W बढ़ाता हूं लेकिन आपको एक कांसेप्चुअल स्टेज पर भी सराहना करनी चाहिए तो हमारे पास सभी पैरामीटर नहीं हैं आप जानते हैं कि हमने पूरे एयरप्लेन को कॉन्फ़िगर नहीं किया है जैसा कि यह है लेकिन हम एक बात जानते हैं मैं जो भी एयरप्लेन को कोंसेप्टूलाइज़ कर रहा हूं उस परफारमेंस का एक समान एयरक्राफ्ट बाजार में उपलब्ध होगा और हम हमेशा ऐसे एयरक्राफ्ट का चयन करते हैं जिनकी मिशन आवश्यकताएं हम डिजाइन करने जा रहे हैं और हम उन्हें बेसलाइन एयरक्राफ्ट के रूप में नामांकित करते हैं इसलिए हम वहां से कुछ संख्या चुनते हैं और WS के लिए कुछ मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं एक और लोकप्रिय तरीका है आप सांख्यिकीय डेटा का उपयोग पूरी तरह से क्यों नहीं करते हैं और विंग लोडिंग के लिए महसूस करते हैं उन सभी पैरामीटर को क्योंकि सभी एयरक्राफ्ट जो आप डिजाइन करने जा रहे हैं पहले से मौजूद एयरक्राफ्ट के परिवार का हिस्सा होंगे आप असाधारण रूप से कुछ अलग नहीं कर रहे हैं ठीक है तो उस दिशा में मैं सिर्फ रेमर द्वारा दिए गए कुछ मार्गदर्शन का उपयोग करूंगा मुझे लगा कि मैं आपके साथ साझा करूंगा लेकिन इससे पहले कि मैं साझा करूं मैं यह भी चर्चा करूं कि उन चार्टों को कैसे तैयार किया जाता है ठीक है और आपको डिजाइनर की इनसाइटस की सराहना करनी चाहिए उन्होंने उन चार्टों को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास किया होगा जो मॉडल पर आधारित है न कि सिर्फ हेयुरिस्टिक है इसलिए अगर मैं टेक ऑफ के बारे में बात कर रहा हूं हालांकि हम जानते हैं कि यह रोल और क्लाइंब होता है और यह टेक ऑफ है हम बताएंगे कि हम इस ग्राउंड रोल की दूरी के बारे में बात कर रहे हैं हम एक बात को समझते हैं कि अगर मैं किसी तरह a को एवरेज एक्सेलेरेशन की तरह अनुमानित कर सकता हूं तो जोर की तुलना में ड्रैग और लिफ्ट योगदान की उपेक्षा करता हूं जो हमने किया है तब मैं लिख सकता हूं aTm और मैं बस उपयोग कर सकता हूं V2 U2 2as और SV22 Tm हम इस V को भी जानते हैं जो यहां फाइनल वेलोसिटी है यह नियमों में से एक के अनुसार 11 गुना Vstall होना चाहिए इसे लेकर सावधान रहें इस प्रकार की संख्या विभिन्न प्रकार के एयरक्राफ्ट नागरिक या सेना के लिए बहुत विशिष्ट है और ये रेगुलेटरी बॉडीज़ द्वारा निर्देशित हैं इसलिए आपके पास उन को बदलने का कोई विकल्प नहीं है तो अब अगर मैं इसका उपयोग करता हूं और हम पाते हैं कि Vstall 2WSρ CLmax फिर मैं यहाँ से आसानी से देख सकता हूँ VTO 11 2WSρ CLmax लेकिन हम यह भी समझते हैं कि क्योंकि मैं 11 गुना Vstall से हट रहा हूं यह V टेक ऑफ 11 गुना Vstall है और हमें यह समझने की जरूरत है कि CLmax यहाँ CLmax नहीं हैजिसके बारे में हम जानते हैं वह CLMax स्टाल होने के अनुरूप है क्योंकि V टेक ऑफ 11 गुना vstall है तो मुझे लिखने दो VTO 11 2 WSρ CLTO अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे मिलता है s 121 2 W Sρ CLTO 2 Tm इसलिए मेरे पास S1 बच गया है जिसे मैं यह दूरी बता रहा हूं s1 121 2W gS ρ CLTO 2 TW इसलिए पैरामीटर देखें W Sρ CLTO TWs1 A इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं ग्राउंड रोल दूरी और इस पैरामीटर की साजिश रचता हूं तो वे बन जाएंगे एक सीधी लाइन सही है ना मैं अलग अलग प्रयोग कर सकता हूं या मैं अलग अलग एयरक्राफ्ट से डेटा ले सकता हूं और इस मॉडल का उपयोग करके डेटा को फीड कर सकता हूं ठीक है और यदि आप यहां देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही किया गया है मैं रेमर की पुस्तक की बात कर रहा हूं यदि आप देखते हैं तो यह x एक्सिस टेक ऑफ पैरामीटर है जहां टेक ऑफ पैरामीटर TOP को परिभाषित किया गया है TOP W Sσ CLTO TW या TOP W Sσ CLTO BHPW एक समान रूप में केवल इसमें हमने देखा कि एक ρ है डेंसिटी प्रभाव लेने के लिए ρ को σ से बदल दिया गया है क्योंकि सिग्मा कुछ भी नहीं है लेकिन डेंसिटी अनुपात 0 rho बटा rho शून्य है इसलिए उन्होंने इस पैरामीटर के बीच बहुत अधिक कोरिलेशन दिया है जिसे टेक ऑफ पैरामीटर और टेक ऑफ डिस्टेंस कहा जाता है जो अनिवार्य रूप से वे चर्चा कर रहे हैं और इस प्रकार उदाहरण के लिए यदि आप यह पता लगाना चाहते हैं कि मेरे पास 7000 फीट टेक ऑफ लंबाई और एक जेट एयरक्राफ्ट के लिए क्या विंग लोडिंग होना चाहिए तो मैं इस तरह से और जेट जाएगा यहां मैं नीचे आता हूं यह लगभग 340 या 350 के आसपास होगा यह वैल्यू टेक ऑफ पैरामीटर होगा जो लगभग 350 होगा जो समान होगा 350 W Sσ CLTO TW यह स्पष्ट रूप से इस पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार की लैंडिंग भूमि की भूमिका दूरी चाहिए हम कहते हैं 7000 तो यहाँ 7000 चुनें आप किस प्रकार का इंजन प्रयोग कर रहे हैं जेट इंजन आपने इस पॉइंट को पाया नीचे आओ और लेलो जो कि टेक ऑफ पैरामीटर संख्या है ठीक है एक बार जब आपको वह नंबर मिल जाता है तो आपको यह मिल जाता है W Sσ CLTO TW इसलिए TOP W Sσ CLTO TW यह मैंने देखा है और मैंने ऐतिहासिक डेटा से उठाया है मेरा उद्देश्य यह जानना है कि WS टेक ऑफ के लिए क्या है सिग्मा मेरे नियंत्रण में है क्योंकि मैं जिस ऊंचाई पर जा रहा हूं उसके आधार पर मुझे उस ऊंचाई पर डेंसिटी पता है और मुझे समुद्र के स्तर पर डेंसिटी पता है तो यह मेरे हाथ में है फिर एक सवाल आता है CLTO क्या है और हम अब इसका उत्तर देंगे क्योंकि हम जानते हैं VTO 11Vstall तो CLTO अपने आप बन जाता है CLTO CLmax11 11 CLmax121 तो CLTO का भी पता है सवाल यह है कि TW की वैल्यूज़ क्या है या अगर एक डिजाइनर एक और सवाल आता है इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए WS और TW का संयोजन क्या है तो यह वह जगह है जहाँ एक डिजाइनर धारणा बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए वह एक समान बेसलाइन एयरक्राफ्ट की तलाश में होगा जो समान या निकट मिशन की आवश्यकता से संबंधित हो इसलिए वह शुरू में TW चुन सकता है मैं ऐतिहासिक डेटा से लगभग 025 ले लूंगा इसके अलावा आप जानते हैं कि TW 025 का अर्थ है यदि TW 025 है फिर आप जानते हैं कि जब मैं क्लाइम्बिंग कर रहा हूं तब T − D − Wsinγ 0 यदि मैं स्थिर दावा कर रहा हूं तो TW मुझे पता है कि इसके बराबर है TW siny 1CLCD और CLCD मान लें कि आप 15 या 10 के आसपास हैं यदि यह 10 है तो यह वैल्यू 01 है तो sinγ 015 यदि आपने W के बराबर 025 लिया है और यह एक विशेष क्लाइंब एंगल के अनुरूप होगा तो आपको देखना होगा आम तौर पर सामान्य विमान के लिए हम प्रारंभिक क्लाइंब 7 से 8 डिग्री तक पसंद करेंगे इसलिए वे सभी चीजें आपके दिमाग में चली जाती हैं और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो इस प्रकार के TW को मैंने चुना है मैं वास्तव में 1000 फीट या 6000 फीट लैंड रोल दूरी के लिए एक रियलिस्टिक संख्या प्राप्त करने में सक्षम नहीं हूं तो आप इसे बढ़ा सकते हैं तो इस तरह की मैचिंग या एडजस्टमेंट होती है लेकिन यह है कि आप रायमेर में दिए गए डेटा का उपयोग कैसे कर सकते हैं जो कि काफी उपयोगी है ठीक है मुझे लगा कि मुझे वह भी पूरा करना होगा तो यह कांसेप्चुअल डिजाइन के लिए WS टेक ऑफ के कंक्लुजन को लाता है अब हम लैंडिंग दूरी के बारे में भी चर्चा करेंगे सबसे पहले आइए हम कल्पना करें कि मैं जब टेक ऑफ कर रहा हूं मैं अधिकतम फ्लैप डिफलेक्शन का 50 प्रतिशत दे रहा हूंगा मैं अधिक फ्लैप डिफलेक्शन देने में थोड़ा कंजरवेटिव हूं क्योंकि अधिक ड्रैग की आवश्यकता होगी इसलिए टेक ऑफ के लिए वेट पर अधिक थ्रस्ट देना होगा लेकिन लैंडिंग के दौरान आप पाएंगे कि लगभग पूरे फ्लैप डिफ्लेक्शन दिए गए हैं कारण यह है कि CLmax बढ़ेगा लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्रैग बढ़ेगा क्योंकि आप इसे तोड़ना चाहते हैं ठीक है वैसे भी विंग के लिए एयर ब्रेक बाहर आ जाएगा तो CLmax वैसे भी स्पॉयलरज़ के माध्यम से नष्ट हो जाएगा ठीक है तो एक बात आप समझ लें कि CLmax की आवश्यकता है या CLTO CLLanding और यह इसलिए अधिक है क्योंकि आप लैंडिंग समय चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका टच डाउन वेलोसिटी कम से कम हो तुम ऐसे लैंड करते हो आप एक अप्रोच के लिए आते हैं फिर नीचे आना शुरू करते हैं आप लगभग 3 डिग्री के ग्लाइड सलोप करते हैं फ्लेयर अप करते हैं टच करते हैं इस तरह से जाते हैं एक कांसेप्चुअल स्टेज पर आपको जो भी दूरी मिलती है आप उसमें 15 प्रतिशत या उससे भी 50 प्रतिशत अधिक जोड़ते हैं और आपकी लैंडिंग दूरी सुरक्षित रहेगी लेकिन आपको यह जानने की जरूरत है कि सुरक्षा के नजरिए से FAR23 रेगुलेशन कैसे तय होता है मैं बहुत पुराने FAR की आवश्यकता दे रहा हूं यह कहता है कि sland 035 ∗ VA2 यह भी मेरे पास है मेरा मतलब है कि IIT मद्रास के प्रोफेसर तुलपुरकर का NPTEL लेक्चर का पालन करना ठीक है FAR25 को देखने के लिए आप उसे और FAR को हमेशा पढ़ सकते हैं ये बात मॉडिफिकेशनस पर चलती है क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक अनुभव मिलता है sland 03445 ∗ VA2 और यह निश्चित रूप से सिविल के लिए है और मिलिट्री के लिए है sland 03546 ∗ VA2 यह VA क्या है यह महत्वपूर्ण है VA अप्रोच की गति है जब आप लैंड करना चाहते हैं तो आप हवाई अड्डे के पास पॉइंट पर आते हैं और आप 3 डिग्री की एक शानदार ग्लाइड सलोप सेट करते हैं ठीक है हमने ATC से बात की ATC ठीक है और अब शुरू करते हैं तो 3 डिग्री ग्लाइड सलोप के साथ आप हवाई पट्टी से संपर्क करना शुरू करते हैं फिर आप फ्लेयर करते हैं और लैंड करते हैं जो कुछ भी है और आप सिविल के लिए नियम देखते हैं VA 13 ∗ Vstall कृपया ध्यान दें कि FAR 23 और 25 के अनुसार मैं जो भी VA शर्तें दे रहा हूं वे पुरानी हैं अब उन्हें मॉडिफाइड किया गया है लेकिन यह 12 और 13 के आसपास होंगे तो आप समझते हैं कि क्या आवश्यक है यह अधिक महत्वपूर्ण है मिलिट्री के लिए जब आप यहां यह कहते हैं VA 12 Vstall तो आप समझते हैं कि यदि पायलट लैंडिंग के दौरान इस तरह की स्थिति को बनाए नहीं रख रहा है तो यह एक दुर्घटना का कारण बन सकता है यदि यह इस गति से कम है तो जिस पल वह फ्लेयर करता है यह स्टाल पर चला जाएगा क्योंकि यह डूबने लगता है यदि यह अधिक है तो जब यह लैंड करता है तो यह यहां लैंडिंग के लिए बहुत प्रभाव देगा इसलिए ये संख्याएँ कितनी महत्वपूर्ण हैं सही है और यह तब स्पष्ट होगा जब हम वास्तव में एक उदाहरण को हल करेंगे कृपया इस बात पर ध्यान दें ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं हां हम जो ढूंढ रहे हैं आप विंग लोडिंग की तलाश में हैं इसलिए मैं लिखता हूं Vs 2Wland0σ CLmax S कृपया यहां अंतर देखें Wland W लैंडिंग है इसलिए जिस भी वेट के साथ आप टेक ऑफ कर रहे हैं जब आप लैंडिंग के लिए आते हैं तो कम से कम ईंधन जलाया जाता है तो वेट कम होता है तो लैंडिंग के दौरान WS टेक ऑफ के दौरान WS से कम है ठीक है यदि यह सहमत है तो मैं लिख सकता हूं WSland CLmax0VA13land2 सही है क्योंकि आप VA 13 VS जानते हैं इसलिए यह यहाँ किया गया है इसलिए अगर मैं और सरल कर दूं तो यह बन जाएगा WSland CLmax021169Sland03455 तो यह WS लैंडिंग होगा मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम यहां से यहाँ कैसे आए हैं तो अब जीवन सरल है यदि मैं लैंडिंग के लिए WS चाहता हूं तो मुझे यह जानना होगा कि लैंड रोल की दूरी क्या है मुझे यह जानना होगा कि सिग्मा डेंसिटी रेशों क्या है मुझे यह जानना होगा कि मैं जिस एयरप्लेन को डिजाइन कर रहा हूं उसका CLmax क्या है बस इतना ही तो यह बहुत सरल हो जाता है तो आपके पास WS टेक ऑफ है WS लैंडिंग होगी WS क्रूज होगा हमारे पास WS क्लाइंब है आपके पास एक्सेलेरेशन के लिए WS लोटर और WS है आपको इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा आपके पास अलग अलग विंग लैंडिंग होंगे चुनौती यह होगी कि मुझे कौन सा चुनना चाहिए क्योंकि अगर मैं उनमें से किसी एक को चुनता हूं तो वह उस स्थिति को संतुष्ट कर सकता है वह अन्य शर्त को पूरा कर सकता है तो यह वह जगह है जहां डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन महत्वपूर्ण हो जाता है और एक बार जब आप एक उदाहरण को हल कर लेते हैं तो केवल तब ही हम आपको बता पाएंगे या डिजाइनर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं की वह अपने दिमाग को कैसे लागू करता है क्योंकि आप जो भी एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहे हैं आपको एयरप्लेन का मुख्य उद्देश्य पता लगाना होगा यदि यह बिंदु A से बिंदु B तक यात्रियों को ले जाने के लिए एक परिवहन एयरप्लेन है तो स्वाभाविक रूप से आप WS क्रूज़ को अधिक वेटेज देंगे सही है यदि यह एक फाइटर डॉग फाइटर है तो आप WS एक्सेलेरेशन को अधिक वेटेज देंगे तो इस तरह की सभी चीजें या यदि यह सर्विलेंस एयरप्लेन है तो आप WS लोटर को अधिक वेटेज दे सकते हैं ठीक है क्योंकि इसे बस चारों ओर घूमना है अधिक एंडोरेंस के साथ इसलिए इन सभी चीजों को हमें मिशन की आवश्यकता के आधार पर देखना होगा और WS को चुनते हैं मेरा अगला लेक्चर मन की बात पर होगा कि आप जानते हैं जहाँ मैंने जो कुछ किया है उसका संक्षेप में वर्णन करूँगा ताकि हम अब एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए तैयार हों जो कांसेप्चुअल लेवल पर विंग लोडिंग और थ्रस्ट लोडिंग तक हो